इस लेक्चर में हम उद्योग 40 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ी भूमिका निभाएगी तो आइए हम AI के पीछे की मूल अवधारणाओं को समझने की कोशिश करें और इसका उपयोग समग्र दक्षता में सुधार करने और औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न चुनौतीपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए कैसे किया जा सकता है इसलिए जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है यह बुद्धि का कोई रूप है हम इसके कृत्रिम रूप के बारे में बात कर रहे हैं आपने अलग अलग चीजों के बारे में सुना होगा जैसे कि फुटबॉल खेलने वाला रोबोट रोबो फुटबॉल फुटबॉल खेलने वाला रोबोट तब आपने ड्राइवरलेस कारों के बारे में सुना होगा जो पिछले कुछ सालों में ड्राइवरलेस कारों के रूप में भी बहुत लोकप्रिय हो गई है ये सभी विभिन्न चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए AI तकनीकों के उपयोग के उदाहरण हैं जिन्हें अन्यथा हल करना मुश्किल है लेकिन यह सिर्फ फुटबॉल खेलने वाला रोबोट नहीं है यह सिर्फ चालक रहित कारें नहीं है जहां AI ने आवेदन पाया है AI को अलग अलग डोमेन में एप्लिकेशन मिला है क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए AI का उपयोग कंप्यूटर को डिजाइन करने के लिए किया जा सकता है जो शतरंज का खेल खेल सकता है और यह कुछ ऐसा है जो पिछले कुछ दशकों से हुआ है बहुत से लोगों ने खेलों में AI के अनुप्रयोगों में बहुत रुचि ली है उद्योगों में भी औद्योगिक प्रक्रियाओं को और अधिक कुशल बनाने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को हल करने के लिए जिन्हें मैन्युअल रूप से हल करना मुश्किल था AI को और विभिन्न अन्य अनुप्रयोगों ने उद्योगों में रुचि पाई है तो AI क्या है

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिभाषाओं में से एक है ऐसी प्रणालियों का निर्माण करने का प्रयास करना जो बुद्धिमानी से सोचने और व्यवहार करने की कोशिश कर सकें जैसे कि मनुष्य एक अन्य दृष्टिकोण जैसा कि मैंने आपको बताया कि AI क्या है के कई अलग अलग दृष्टिकोण हैं एक और दृष्टिकोण यह है कि हम मनुष्यों के मानसिक संकायों को सुधारने के लिए विभिन्न कम्प्यूटेशनल मॉडल का उपयोग कैसे कर सकते हैं जो कि AI फिर से कर सकता है तो यह AI का एक और दायरा है तो इस तरह AI क्या है के विभिन्न दृष्टिकोण हैं तो पार्श्व परिभाषा मूल रूप से यूजीन चारनिएक और ड्रू मैकडरमोट द्वारा प्रस्तावित है इसलिए हम कृत्रिम के बारे में बात कर रहे हैं जो मानव निर्मित है और बुद्धिमत्ता के साथ एकीकृत है जो मूल रूप से विचार शक्ति है और एक प्रणाली को प्राप्त करने के लिए सिस्टम का विकास AI आधारित सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो मानव निर्मित विचार शक्ति की एक रचना है इसलिए सरल रूप में AI सॉफ्टवेयर का निर्माण है जिसमें सहज निर्णय लेने की क्षमता है इसलिए एक बात याद रखें कि AI सिस्टम आमतौर पर सॉफ़्टवेयर आधारित होते हैं लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में या कई अन्य डोमेन जो ये AI आधारित सॉफ़्टवेयर हैं उन्हें किसी प्रकार के हार्डवेयर पर काम करना होगा इसलिए जब आप AI सिस्टम के बारे में समग्र रूप से बात कर रहे होते हैं तो आप मूल रूप से हार्डवेयर को पूरी तरह से अलग नहीं कर सकते यदि आप AI की उत्पत्ति को देखें तो हाल के समय में AI को हमारे देश और विश्व स्तर पर बहुत लोकप्रियता मिली है लेकिन AI 1950 के दशक से शुरू हुआ है और AI अस्तित्व में रहा है तब पहले में AI पर अलग अलग सैद्धांतिक शोध कार्य हुआ करते थे विभिन्न भाषाएं हैं जो AI के साथ उपयोग करने के लिए प्रस्तावित की गई हैं जैसे लिस्प PROLOG फिर 1970 के दशक में एक्सपर्ट सिस्टम्स मूल रूप से वे हैं जहां कुछ पूर्व मौजूदा ज्ञान के आधार पर सिस्टम भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करने जा रहे हैं तो एक्सपर्ट सिस्टम्स अस्तित्व में आई फिर 1990 के दशक में कहीं न कहीं 1990 के दशक के बीच में अगर आपको याद हो तो डीप ब्लू बहुत लोकप्रिय हो गया था IBM अपने कंप्यूटर के साथ आया डीप ब्लू जो एक AI आधारित प्रणाली है जो शतरंज खेल सकती है इसलिए यदि आप अब इसके इतिहास को याद करते हैं तो मूल रूप से डीप ब्लू ने लंबे समय पहले सबसे महान शतरंज के खिलाड़ियों में से एक को हराया था इसलिए कंप्यूटर जब एक कृत्रिम प्रणाली एक इंसान के मस्तिष्क और एक विशेषज्ञ के मस्तिष्क की जगह लेने में सक्षम थी एक विशेषज्ञ शतरंज खिलाड़ी को 1990 के दशक में डीप ब्लू ने हराया था और तब AI के आवेदन विशेष रूप से खेल और शतरंज की डोमेन में लोकप्रिय हो गए थे तो एक कार्यक्रम के बीच अंतर क्या है जो AI का उपयोग करता है इसलिए AI के बिना एक कंप्यूटर प्रोग्राम बड़े डेटाबेस और एल्गोरिथम खोज विधि का उपयोग करता है जबकि AI के साथ एक कंप्यूटर प्रोग्राम बड़े ज्ञान आधार और अनुमानी खोज विधि का उपयोग करता है तो यह एल्गोरिथम खोज विरूद्ध अनुमानी खोज विधि है एल्गोरिथ्म खोज मूल रूप से कुछ अच्छी तरह से परिभाषित प्रक्रियाओं का पालन करती है ताकि कुछ अनुकूलित समाधान के साथ आ सके जबकि अनुमानी खोज जैसा कि इस नाम से पता चलता है AI में अनुमानी खोज लोकप्रिय है क्योंकि इनमें से कई AI आधारित समस्याओं को हल करना आसान नहीं है खोज स्थान बहुत बड़ा है AI समस्याएँ बहुत बड़ी हैं इसलिए जहाँ आप एल्गोरिथम खोज विधियों की तरह खोज के पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके कुछ कुशल समाधान के साथ नहीं आ सकते हैं इसलिए हेयुरिस्टिक खोज के तरीकों का बहुत उपयोग हुआ है तो वास्तव में क्या होता है AI क्यों है खोज विधि हेयुरिस्टिक खोज के तरीके काफी लोकप्रिय हैं इसलिए AI ज्ञान की अवधारणा पर आधारित है इसलिए हम डेटा के कई टुकड़ों के बारे में बात कर रहे हैं जिससे जानकारी मिल सकती है और फिर जानकारी ज्ञान के निर्माण में मदद कर सकती है तो ज्ञान वह सूचना है जिसका उपयोग किसी विशेष कार्य को करने के लिए किया जा सकता है तो विशेष रूप से AI के संदर्भ में ज्ञान के विभिन्न रूप हैं यहां प्रोसीजरल ज्ञान है जो मूल रूप से उन प्रक्रियाओं के बारे में बात करता है जिन्हें करने के लिए अपनाया जाना होगा कुछ प्रक्रियाओं के बारे में ज्ञान जिसे किसी विशेष समस्या के साथ आने के लिए अपनाना होगा तो उदाहरण के लिए एक क्वाड्रेटिक हो उस तरह के ज्ञान का उपयोग उद्योगों में प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए अगले कदम के लिए किया जाएगा जिस तरह से चीजें कुछ मौजूदा ज्ञान के आधार पर हो रही हैं आप भविष्य में होने वाली प्रक्रियाओं में सुधार कर सकते हैं तो यह वह जगह है जहाँ ज्ञान और AI की यह अवधारणा उद्योगों और औद्योगिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में लागू होती है हेयुरिस्टिक ज्ञान है अब हम AI के दायरे के बारे में बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो NLP में AI का अर्थ है कि आप कुछ नियमों के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कंप्यूटर को कंप्यूटर की भाषा नहीं बल्कि जिस तरह से अंग्रेजी फ्रेंच जैसी प्राकृतिक भाषाएं हैं जिसके साथ मनुष्य एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए बातचीत कर रहे हैं समझ में आ सकती है तो वह NLP है तो AI ने विजन कंप्यूटरों को यह समझने में मदद करेगा कि मनुष्य अपनी भाषा में क्या बात कर रहे हैं फिर रोबोटिक्स आता है AI में रोबोटिक्स रोबोट विभिन्न क्रियाएं करता है रोबोट एक विशेष भूभाग में अलग अलग चालें करता है विभिन्न चालें करता है विभिन्न प्रक्षेप पथ ले जाता है तो AI में रोबोटिक्स में बहुत महत्वपूर्ण है और एक्सपर्ट सिस्टम्स बनाना जो कि मूल रूप से ज्ञान गहन प्रणालियों पर आधारित है ज्ञान आधार पर आधारित है जो इन प्रणालियों में रहनेवाला है ये प्रणालियां विशेषज्ञ सलाह प्रदान कर सकती हैं भविष्य में क्या किया जाना चाहिए या आगे क्या किया जाना चाहिए इसके बारे में उपयोगकर्ताओं को विशेषज्ञ की सलाह प्रदान कर सकती हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन ये एक दूसरे से जुड़े हैं और यह आपके सामने यह चित्र दिखाता है कि इनमें से प्रत्येक का दायरा क्या है मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग मूल रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हैं लर्निंग से परे अलग अलग मुद्दे हैं खोज वर्गीकरण के मुद्दे जो इसे भेजते हैं का अर्थ है कि AI में लर्निंग से परे बहुत सारे विभिन्न मुद्दे हैं तो यह है कि हाल ही में ये तीन तकनीकें लोकप्रिय कैसे बन गई हैं या क्या गुंजाइश है तो यह वही है जो परिभाषित किया गया है तो मशीन लर्निंग क्या है तो मशीन लर्निंग AI का एक हिस्सा है जो मशीनों को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए जाने के बजाय उनके अनुभव के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार देता है इसलिए किसी भी BTech प्रोग्राम या जो भी कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या बेसिक कंप्यूटर कोर्स में आम तौर पर छात्रों को जो सिखाया जाता है वह स्पष्ट रूप से कुछ चरणों को प्रोग्राम करने के लिए होता है जिसे कंप्यूटर एक समस्या को हल करने के लिए करने जा रहा है मशीन लर्निंग में हम किसी तरह के सॉफ्टवेयर या एक प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं जो अनुभव पिछले अनुभव पिछले अनुभव के आधार पर भविष्य में बेहतर कार्य करेगा इसलिए समय के साथ पिछले अनुभव के आधार पर बेहतर और बेहतर कार्रवाई की जाएगी डीप लर्निंग मूल रूप से मशीन लर्निंग का एक सबसेट है जो अपने आप ऑब्जेक्ट की विशेषताओं को खोजने के द्वारा स्वचालित रूप से सीख सकता है तो ऐसा क्या है डीप लर्निंग मूल रूप से जहां कुछ कुशल कम्प्यूटेशनल संरचनाओं को कुछ कुशल एल्गोरिदम के साथ आने के लिए उपयोग किया जाता है जो कुछ चीजों को अधिक सटीकता के साथ आमतौर पर सटीकता के मामले में दक्षता अधिक सटीकता से कर सकते हैं इसलिए बेहतर तरीके से बेहतर सटीकता के साथ चीजों को डीप लर्निंग के द्वारा किया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि डीप लर्निंग ही एकमात्र समाधान है डीप लर्निंग के अपने अनुप्रयोग डोमेन हैं अन्य नॉन डीप लर्निंग पारंपरिक मशीन लर्निंग की योजनाएं हैं जो कुछ संदर्भों में भी लाभप्रद हैं यह डीप लर्निंग ही मशीन लर्निंग में समाधान नहीं है यह ऐसा नहीं है तो आप कुछ आवश्यकताओं के आधार पर कुछ सीखने की समस्याओं को हल करने के लिए डीप लर्निंग या नॉन डीप लर्निंग के तरीकों का उपयोग कर सकते हैं अब मैं एक दिलचस्प बात करता हूं इसलिए हमें विभिन्न AI तकनीकों के बीच का अंतर समझने की आवश्यकता है तो AI हमने मशीन लर्निंग के बारे में बात की है सिंबोलिक लर्निंग प्रतीक आधारित है तो इस बात के अनुप्रयोग अच्छे अनुप्रयोग पैटर्न की पहचान में होंगे मशीन लर्निंग के पैटर्न रिकॉग्निशन डेटा माइनिंग में बहुत सारे अनुप्रयोग हैं और यहाँ सिंबोलिक लर्निंग मूल रूप से हम कंप्यूटर विज़न में अनुप्रयोगों के बारे में बात कर रहे हैं फिर रोबोटिक्स और यह मशीन लर्निंग हो सकता है विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं हम पहले से ही डीप लर्निंग के बारे में बात कर चुके हैं लेकिन यह पारंपरिक स्टैटिसटिकल लर्निंग में अनुप्रयोग हैं डीप लर्निंग अलग अलग प्रकार की हो सकती है एक कन्वॉल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है दूसरा रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क इनमें से प्रत्येक का उपयोग फिर से कंप्यूटर विजन और ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन की विभिन्न समस्याओं को संबोधित करने के लिए किया जा सकता है तो यह मूल रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दायरे के अलग अलग रूप पूरी तरह से नहीं लेकिन लर्निंग के संदर्भ में है आइए अब हम वापस आते हैं और इसके बारे में बात करते हैं हमने AI के दायरे को कम या ज्यादा समझा है इसके विभिन्न अनुप्रयोगों उद्योगों के संदर्भ में इसका महत्व और गेम कंप्यूटर विज़न रोबोटिक्स जैसे विभिन्न अन्य एप्लीकेशन डोमेन लेकिन हम अभी थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं इसलिए हम महसूस कर पाएंगे कि AI सिस्टम बनाने में लोकप्रिय क्यों है जो उद्योग 40 के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है इसलिए उद्योग 40 में हमने उद्योग 40 और इसके दायरे के बारे में पिछले लेक्चरों में बहुत बात की है लेकिन उद्योग 40 क्या है उद्योग 40 में हम कुछ चीजों के बारे में बात कर रहे हैं सबसे पहले मानव मशीन इंटरैक्शन की यह बहुत महत्वपूर्ण है मनुष्यों और मशीनों की बातचीत हम उद्योग 40 में हम कुछ मामलों में मशीन से मशीन संचार के बारे में भी बात कर रहे हैं एक मशीन सीधे किसी अन्य मशीन से बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के मशीन से मशीन संचार बात कर रही है साइबर भौतिक प्रणालियों में हमने पिछले लेक्चर में बहुत सारी बातें की हैं जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग संज्ञानात्मक कंप्यूटिंग IoT या IIoT ये सभी विनिर्माण प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं तो यह उद्योग 40 है अब स्मार्ट फैक्टरी स्मार्ट फैक्टरी एक और है जो कि उद्योग 40 के संदर्भ में बहुत बात की जाती है स्मार्ट फैक्टरी तो मूल रूप से यह स्मार्ट फैक्ट्री क्या करती है कि वह फैक्ट्री फैक्ट्री में मशीन भौतिक वस्तुएं जो फैक्ट्री में हैं सभी एक दूसरे से संपर्क करती हैं उनके आभासी उदाहरण बनाए जाएंगे और उन आभासी उदाहरणों को एक दूसरे से बात करने के लिए बनाया जाएगा यह भौतिक दुनिया और आभासी दुनिया भौतिक को आभासी स्थान में त्वरित बनाना और भौतिक वस्तुएं बनाना और फलस्वरूप आभासी एक दूसरे से बात करते हैं जो कि उद्योग 40 में स्मार्ट कारखानों के संदर्भ में किया जाता है इसलिए जाहिर है मशीन सुरक्षा कुशल उत्पाद जीवनचक्र कुशल विनिर्माण प्रक्रिया जैसी चीजें इन्हें AI की मदद से हासिल किया जा सकता है और ये स्मार्ट कारखाने बनाने के लिए आवश्यक हैं जो बदले में उद्योग 40 अनुरूप उद्योगों के निर्माण में मदद करेंगे तो IIoT IoT सामान्य और औद्योगिक IoT में ये हैं जो अनिवार्य रूप से उद्योग 40 के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे AI का उपयोग IoT के साथ IIoT के साथ और इन प्रणालियों को कुशल प्रणालियों में बदलने के लिए भी किया जा सकता है AI का उपयोग करके IoT और IIoT सिस्टम कुशल बन सकते हैं तो मूल रूप से AI का उपयोग मशीनों और उपकरणों को एक दूसरे के साथ संचार और जानकारी को प्रसारण करने में मदद करता है और इस चीज का उपयोग विभिन्न उद्योग क्षेत्रों वित्त खुदरा स्वास्थ्य सेवा कृषि में किया जा सकता है और आप जो भी नाम लेंगे उन सभी मशीनों की मदद करने के लिए AI का उपयोग करना संभव है और ये उपकरण संचार और सूचना को एक दूसरे के साथ और अधिक कुशलता से प्रसारित करते हैं इसके लिए विशेष रूप से आप कंप्यूटर विजन रोबोटिक्स NLP ML DL RL इन सभी चीजों का उपयोग कर सकते हैं जिनके बारे में हमने अभी तक बात की है आप उनका उपयोग कर सकते हैं इसलिए उद्योगों में AI की मदद से उद्योगों में मशीनों द्वारा उत्पन्न होने वाले बड़ी मात्रा में डेटा का लाभ उठाकर कुछ बेहतर करने के लिए सक्षम हैं इसलिए एक पहलू AI का उपयोग करके संचार स्वचालन रिले वगैरह वगैरह में सुधार करना है दूसरा यह है कि एक बार आपने उद्योगों में IoT और IIoT का उपयोग किया होगा तो क्या हो रहा है कि इन IoT उपकरणों से ये सेंसर एक्ट्यूएटर्स वगैरह बहुत सारे डेटा देते हैं तो उस डेटा का हमें विश्लेषण करना होगा और हम पिछले डेटा का लाभ उठा सकते हैं भविष्य में प्रक्रियाओं को कुशल बनाने के लिए चीजों को और अधिक कुशल बनाने के लिए इस पिछले ऐतिहासिक डेटा से उत्पन्न अनुभव का इस्तेमाल किया जा सकता है उदाहरण पैदावार में पैदावार की भविष्यवाणी उपज की गुणवत्ता पैदावार की गुणवत्ता की भविष्यवाणी के लिए होंगे तो ये AI के उपयोग के विभिन्न उदाहरण हैं स्वचालन संचार सूचना की देरी इत्यादि में सुधार के लिए AI और विनिर्माण उद्योगों में उपज की मात्रा उपज वगैरह की गुणवत्ता के संदर्भ में भविष्यवाणी प्रक्रियाओं में सुधार के लिए AI का उपयोग किया जा सकता है तो IIoT में AI की अलग अलग चुनौतियां हैं विभिन्न उपकरणों को जोड़ना डेटा को समझना डेटा को प्रशिक्षित करना इसे सुलभ बनाना मशीनों को बनाना या जो भी कार्रवाई करने योग्य हैं वे सभी IIoT में AI के उपयोग की विभिन्न चुनौतियां हैं इसलिए मुझे इनमें से प्रत्येक की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन केवल एक चीज जिसे मैं हाइलाइट करना चाहता हूं वह है प्रशिक्षण प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप पिछले डेटा का उपयोग कर रहे हैं जिसका उपयोग आप भविष्य में कुछ सीखने के लिए मशीनों को प्रशिक्षित करने के लिए कर रहे होंगे जो वास्तव में एक प्रकार का शिक्षण है AI में यह एक प्रकार का शिक्षण है तो लर्निंग के विभिन्न प्रकार हैं यह एक प्रकार का शिक्षण लर्निंग है जो प्रशिक्षण डेटा सेट का उपयोग करता है तो IIoT में AI के अलग अलग फायदे हैं उद्योग पैमाने में AI की उपयोगिता दक्षता बढ़ाने लागत बचाने सुरक्षा में सुधार प्रदर्शन में वृद्धि और उद्योगों में संसाधनों को बढ़ाने के लिए है सभी तरह के संसाधन जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में पिछले संदर्भ में कहा था इसलिए सभी प्रकार के संसाधनों सभी प्रकार के मूर्त गैर मूर्त मानव संसाधनों को बढ़ावा देना इसलिए औद्योगिक पैमाने में AI के उपयोग की मदद से सभी प्रकार के संसाधनों को बढ़ाया जा सकता है इसलिए AI ने विभिन्न उद्योगों में उपयोग पाया है कृषि उद्योग में AI का उपयोग फसल और मिट्टी की निगरानी सटीक कृषि के लिए किया जा सकता है सटीक कृषि का अर्थ है कुछ चीजों के बारे में सटीक भविष्यवाणी के साथ आना कुछ चीजों के बारे में सटीक भविष्यवाणी करना उदाहरण के लिए आपको कृषि क्षेत्र में कब क्या करना है आपको खेत की सिंचाई करने के लिए खेत में खाद डालने के लिए और ठीक उस क्षेत्र में जहाँ उर्वरकों को लगाना होगा की आवश्यकता कब होगी उर्वरकों की वास्तव में क्या आवश्यकता होगी यह नहीं कि आप किसी भी प्रकार के उर्वरक खेत में डालेंगे तो AI के उपयोग की मदद से कृषि में इन सभी भविष्यवाणियों पूर्वाग्रहों को प्राप्त किया जा सकता है कृषि के संदर्भ में आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में भी सुधार किया जा सकता है और AI की मदद से भोजन को भी अधिक कुशल बनाया जा सकता है इसलिए यह कृषि में AI है AI का उपयोग शिक्षा उद्योग में किया जा सकता है ताकि रोचक अध्ययन कार्यक्रम बनाने और कक्षा में इमर्सिव तकनीक प्रदान करने के लिए छात्र की अवधारण दर में सुधार हो सके तो पहले से ही विभिन्न मौजूदा प्रणालियां हैं जो शिक्षा क्षेत्र में AI का उपयोग करती हैं उदाहरण के लिए कार्नेगी लर्निंग द्वारा स्मार्ट लर्निंग सिस्टम फिर क्वेरियम कॉर्पोरेशन AI आधारित शिक्षा प्रणाली इस तरह शिक्षा क्षेत्र में कई अलग अलग प्रकार के AI आधारित सिस्टम हैं जो उपयोग के लिए उपलब्ध हैं इसलिए विनिर्माण कारकों के क्षेत्र में विनिर्माण उद्योगों में AI का उपयोग मशीनों की बिजली की खपत मशीनरी की खराबी का पता लगाने उपभोक्ता मांग की भविष्यवाणी करके उत्पाद की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए किया जा सकता है तो ये विनिर्माण में AI के विभिन्न अनुप्रयोग हैं एयरोस्पेस उद्योग में AI उड़ान के हर दिन से उपयोगी डेटा निकालता है विनिर्माण प्रक्रियाओं की उत्पादकता में सुधार करता है बोइंग एयरबस जैसे ये सभी शीर्ष विमान निर्माता अपनी प्रक्रियाओं में AI का भारी उपयोग करते हैं तो रेल परिवहन या ऑटोमोटिव परिवहन वगैरह के मामले में AI का भी उपयोग किया जाता है सेल्फ ड्राइविंग कार एक ऐसी चीज है जिसका मैंने शुरुआत में उल्लेख किया था इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ड्राइवरों की सहायता के लिए ये सभी अलग अलग अनुप्रयोग हैं ये परिवहन उद्योग में AI के उपयोग के कुछ अलग अनुप्रयोग हैं इसलिए एक आखिरी बात इससे पहले कि हम रेफरेंसेस को संभालना उसी समस्या के बारे में सोचें यदि आप आयामों की संख्या बढ़ा रहे हैं इसलिए यदि आप आयामों की संख्या बढ़ा रहे हैं और कुछ इसी तरह मानव विशेषज्ञता और मानव आंख मानव बुद्धि मानव मस्तिष्क का उपयोग करके कर रहे हैं तो यह मुश्किल है इसलिए कंप्यूटर इसे कर सकते हैं और वास्तव में अधिक विशेष रूप से मशीन लर्निंग से आपको एक ही समय में कई आयामों वाले कई स्थानों में इन विभिन्न प्रकार के सहसंबंध वक्र फिटिंग को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है तो यह भी मशीन लर्निंग का एक अन्य अनुप्रयोग है और इन संदर्भों में मनुष्य और मशीनें मनुष्यों से बेहतर प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं तो आइए अब हम इन बातों पर गौर करें

तो ये इन रेफरेंसेस स्वयं सेमेस्टर लंबे पाठ्यक्रम हैं और इस कोर्स में आपको बस इतना करना है कि आप खुद को विभिन्न अवधारणाओं से अवगत कराएं और यही मैंने किया है लेकिन फिर अगर आपको कुछ समस्याओं को हल करने के लिए वास्तव में AI आधारित तकनीकों को लागू करने की आवश्यकता है तो आपको AI ML DL में अलग अलग सेमेस्टर लंबे पाठ्यक्रम लेने होंगे तो इस के साथ हम समाप्त करते हैं धन्यवाद